देखें पिछली कक्षा में हमने देखा कि डगडेल माडल की प्रेरणा क्या है हम उस पर एक संक्षिप्त नज़र डालेंगे और आगे बढ़ेंगे एक लचीला विश्लेषण दरार नोक पर विलक्षण प्रतिबल की भविष्यवाणी करता है जो अवास्तविक है इस तरह की अवास्तविक भविष्यवाणी को खत्म करने के प्रयास में 1960 में डगडेल और 1962 में बर्नब्लैट ने स्वतंत्र रूप से दरार की नोक से फैली यील्ड या समन्वित वाली पट्टी क्षेत्र की शुरुआत की तो आपको ध्यान रखना होगा ये सभी माडल हैं लोग बहुत जटिल समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे थे इसलिए उन्होंने अपनी समझ से प्रस्ताव दिया है कि किस रास्ते पर जाना है दरार की नोक के आगे संभावित फ्रैक्चर सतहों के प्रारंभिक को एक सामंजस्यपूर्ण प्रतिबल द्वारा विरोध माना जाता है और डगडेल ने क्या किया डगडेल ने उस प्रतिबल को पदार्थ का यील्ड प्रतिबल माना तो यह अनिवार्य रूप से एक धारणा है उन्होंने इस तरह की धारणा ली है और माडल के साथ आगे बढ़े हैं अगला कदम समन्वित क्षेत्र की लंबाई का पता लगाना है और यह कैसे निर्धारित किया जाता है यह इस स्थिति से निर्धारित होता है कि प्रतिबल गैर विलक्षण है जब आप गणितीय विकास को देखते हैं तो यह कथन काफी स्पष्ट हो जाएगा और आपको यह भी ध्यान देना होगा कि डगडेल और बर्नब्लैट के दृष्टिकोण के बीच स्पष्ट समानताएं हैं जिसके कारण शोधकर्ताओं ने इसे बर्नब्लैट डगडेल दरार सिद्धांत के रूप में संदर्भित किया है लेकिन आपको यह भी ध्यान देना होगा कि ये अलग अलग भौतिक आधार हैं वास्तव में इस सब पर हमने पिछले वर्ग के अंत की चर्चा की थी यह केवल सार के लिए है डगडेल के माडल का भौतिक आधार मैक्रोस्कोपिक प्लास्टिसिटी है दूसरी ओर बैर्नब्लैट सिद्धांत आणविक सामंजस्य पर आधारित है अब हम डगडेल के दृष्टिकोण का गणितीय विकास करेंगे और आपको इनमें से साफ सुथरा रेखाचित्र बनाने की आवश्यकता है और एक दरार का एक आदर्श है अन्य एक विकसित प्लास्टिक क्षेत्र के साथ वास्तविक दरार है तो जो आपको यहां मिल रहा है उसकी लंबाई 2a है प्लास्टिक क्षेत्र की एक सीमा है जिसे डेल्टा के रूप में दर्शाया गया है और हम प्रायोगिक परिणाम भी देखेंगे और हमारे प्रति हस्तांतरण विलेख को फिर से जोड़ते हैं कि इस तरह का चित्रांकन वास्तविक प्रयोग में देखा जाता है गणितीय विश्लेषण के लिए इस तरह का एक आंकड़ा लिया जाता है और आपको यह ध्यान रखना होगा कि डगडेल का दृष्टिकोण पतली प्लेटों के लिए उपयुक्त है यह प्रतिबंध संख्या एक है और सिद्धांत यह भी मानता है कि पदार्थ ट्रेसका यील्ड मानदंड का जवाब देती है तो केवल उन सामग्रियों के लिए परिणाम सटीक होंगे और डगडेल ने एक और धारणा भी बनाई तुम्हें पता है हमने पहले देखा था कि दरार की नोक के आसपास के क्षेत्र के पास प्लास्टिक क्षेत्र का आकार क्या है हमने दरार नोक के सामने एक परिमित आकार देखा था डगडेल के माडल के लिए उन्होंने माना कि प्लास्टिक विरूपण एक लाइन में केंद्रित है देखें यह अन्य दो मान्यताओं के साथ जाता है जब आपके पास एक पतली प्लेट होती है और पदार्थ ट्रेसका यील्डमानदंड का जवाब देती है तो यह भी मान्य है वास्तव में हम बाद में देखेंगे जब डगडेल ने उन परिणामों की सूचना दी जिन्हें लोगों ने तुरंत स्वीकार नहीं किया लोग हैन और रोसेनफेल्डके प्रयोगात्मक परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे हम वह भी देखेंगे और क्योंकि आपके पास एक लाइन में प्लास्टिक विरूपण केंद्रित है इसलिए माडल को पट्टी यील्ड माडल भी कहा जाता है तो आपके पास क्या है आपके पास प्लास्टिक क्षेत्र का विस्तार है वह दूरी डेल्टा के रूप में दी गई है और हमें यह पता लगाना होगा कि लंबाई डेल्टाका विस्तार कैसे प्राप्त करें और इस का एक साफ रेखाचित्र बनाओ आप एक अनंत पट्टी में एक केंद्र दरार है और आपके पास यहां क्या है दरार की लंबाई बराबर 2a है और इस क्षेत्र के लिए जो बहुत अधिक विकृत है प्रतिबल स्तर को सिग्मा ys के रूप में लिया जाता है यह माडल विकसित करने में डगडेल द्वारा बनाई गई एक धारणा है और क्या प्रभावी दरार की लंबाई अब बन गई है यह प्लस डेल्टा हो जाता है और हमने जो चर्चा पहले की है उससे जो हम वास्तव में देख रहे हैं हम K सिग्मा प्लस K डेल्टा को 0 पर ले जाना चाहते हैं एक अनंत पट्टी में एक केंद्र दरार है क्योंकि लागू प्रतिबल सिग्मा के कारण एक विलक्षणता विकसित होगी और डगडेल ने क्या माना दरार नोक के आगे एक प्लास्टिक क्षेत्र होगा और संबद्ध प्रतिबल स्तर उन्होंने उस पदार्थ की यील्ड शक्ति सिग्मा ys के रूप में लिया था यह प्रतिबल विलक्षणता का भी परिचय देगा और हमें इस तरह की लंबाई वाले डेल्टा का पता लगाना है इन दोनों का योग 0 हो जाता है और K सिग्मा क्या है K सिग्मा सिग्मा वर्गमूल pi गुना a प्लस डेल्टा के बराबर है हम दूरी डेल्टा द्वारा दरार की लंबाई की एक काल्पनिक सीमा ले रहे हैं और इसके आधार पर केवल आपको प्रतिबल की तीव्रता कारक K सिग्मा की गणना करनी होगी और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है K डेल्टा विलक्षणता है दबाव के कारण जो की सिग्मा ys है देखें लागू प्रतिबल के कारण विलक्षणता बहुत ही सरल तरीके से दी गई है और क्या आप कुछ समानताएं पा सकते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि सिग्मा ys की उपस्थिति में प्रतिबल तीव्रता कारक का मूल्यांकन कैसे करें दरार चेहरे सममित रूप से भरी हुई हैं जिसे आप पहचान सकते हैं और वास्तव में हमने प्रारंभिक दरार की सतह पर एक सममित केंद्रित भार कार्य के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक का मूल्यांकन किया है वास्तव में आप इसे लागू कर सकते हैं और एक अभिव्यक्ति लिख सकते हैं अंतर यह है कि एक वितरित भार हो रहा है वहां हमने एक केंद्रित भार देखा था इसलिए मैं दरार के केंद्र से दूरी S ले सकता हूं और एक वृद्धिशील दूरी ds देख सकता हूं कृपया इस ग्राफ का एक साफ रेखाचित्र बनाएं दरार प्रतिबल से भरी हुई है मैं एक साथ ऋणात्मक x अक्ष भार की एक और पट्टी s की दूरी पर देख सकता हूं और जो हम लिखने जा रहे हैं वह है हम dK डेल्टा लिखेंगे हम सिर्फ उन अभिव्यक्तियों को आमंत्रित करेंगे जो हमने एक सममित भार के लिए विकसित किए हैं और इसे प्रतिबल तीव्रता कारक के एक वृद्धिशील मूल्य के लिए लिखते हैं फिर आप लागू किए गए भार सिग्मा ys की सीमा के लिए इंटीग्रेट करते हैं आप प्रतिबल तीव्रता कारक की गणना करने में सक्षम होंगे तो यदि आप एक सममित कील भार के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक के रूप में देखते हैं तो आपके पास यह भार P प्रति इकाई लंबाई है आपके पास यह 2pi P गुना मूल pi aमूल a वर्ग माइनस S वर्ग किया गया है इसलिए मैं इसे लागू कर सकता हूं और मौजूदा समस्या में प्रतिबल तीव्रता कारक के वृद्धिशील मूल्य को लिख सकता हूं तो आपके पास माइनस 2pi के बराबर dK डेल्टा है वह अभिव्यक्ति दरार की सतह को खींचने की कोशिश कर रहे एक भार के लिए थी यहां भार दरार की सतह को बंद करने की कोशिश कर रहा है इसलिए मेरा यहां एक माइनस चिह्न है और प्रतिबल का स्तर ज्ञात होता है इसे सिग्मा ys के रूप में दिया गया है और वृद्धिशील दूरी ds है तो सिग्मा ys ds भार P और मूल pi a को दर्शाता है और pi a को pi गुना a प्लस डेल्टा के रूप में लिया जाता है और उसे a प्लस डेल्टा वर्ग माइनस s वर्ग के वर्गमूल से विभाजित किया है और बाकी यह सरल गणित है आप जानते हैं हम ऐसी मात्राओं के एकीकरण को संभाल रहे हैं और हम उन भावों को प्राप्त करेंगे तो मेरे पास यहाँ क्या है यह K डेल्टा माइनस 2 सिग्माके बराबर ys से गुणा एक प्लस डेल्टा में pi द्वारा pi से विभाजित होगा सीमाओं के बीच आप इंटीग्रेट करते हैं a से a प्लस डेल्टा1 वर्गमूल द्वारा प्लस डेल्टा का वर्ग माइनस s वर्ग में ds है आप जानते हैं हमने पहले भी ऐसे भावों को हल किया है आप अपने टिप्पणियाँ को कुछ पृष्ठों पर देख सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि इंटीग्रेट मूल्य क्या होगा आप अनिवार्य रूप से इंटीग्रल की तालिका का उपयोग कर रहे हैं तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इंटीग्रेट मूल्य क्या होगा फिर सीमा लागू करें वास्तव में मैं उस कदम को छोड़ने जा रहा हूं मैं सीमाएं लागू करूंगा और अंतिम अभिव्यक्ति लिखूंगा मध्यवर्ती कदम मैं चाहूंगा कि आप इसे करें प्रतिबल तीव्रता कारकों के मूल्यांकन पर चर्चा करते हुए हमने इसे पहले ही देखा है इसलिए आप नोट्स के उस हिस्से का उपयोग कर सकते हैं इसलिए मैं सीमाएं डालने के मध्यवर्ती कदम को छोड़ रहा हूं सीमाएं लगाने के बाद मुझे जो भी अभिव्यक्ति मिलती है उसे aa प्लस डेल्टा द्वारा कॉस व्युत्क्रम में सरलीकृत किया जा सकता है और यह पूर्व गुणा है माइनस 2 सिग्मा द्वारा ys वर्गमूल की pi a प्लस डेल्टा जिसे pi द्वारा विभाजित किया गया है तो हमने क्या किया है हमने दरार चेहरे पर एक सममित भार कार्य के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक के हमारे ज्ञान का उपयोग किया है इसे प्रतिबल तीव्रता कारक का पता लगाने के लिए बढ़ाया है जब मेरे पास दरार नोक के दोनों ओर सिग्मा ys हैं और हमें K डेल्टा के लिए अभिव्यक्ति मिली है हमें आगे क्या करना है हमें K सिग्मा प्लस K डेल्टा की अभिव्यक्ति को 0 के बराबर लिखना है जो मैं करने जा रहा हूं और वही यहाँ लिखा गया है तो मेरे पास यहाँ क्या है सिग्मा वर्ग मूल pi प्लस डेल्टा यह K सिग्मा की अभिव्यक्ति है और K डेल्टा अभिव्यक्ति हमने हाल ही में गणना की है यही है माइनस 2 सिग्मा ys वर्गमूल pi प्लस डेल्टा जिसे pi द्वारा विभाजित और काश व्युत्क्रम aa प्लस डेल्टा से गुणा किया जाता है जो कि 0 के बराबर है देखिए अभिव्यक्ति के विकास में एक सूक्ष्म अंतर है देखें अगर आपने देखा है कि हमने इरविनIrwin's के माडल को किस तरह से विकसित किया है हमारे पास एक प्लास्टिक क्षेत्र था प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई rp के रूप में दी गई थी लेकिन दरार की लंबाई को संशोधित करने के लिए डेल्टा का मान rp का 1 आधा के रूप में लिया जाता है जिसे डेल्टा के रूप में लिया गया था लेकिन यहां विकास में ही हम हमेशा प्लास्टिक क्षेत्र की पूरी लंबाई लेते हैं क्योंकि दरार की लंबाई के लिए आवश्यक सुधार होता है यह डगडेल के विकास के हर चरण पर देखा जाता है इसलिए इसका ध्यान रखें इसलिए अगला सरलीकरण है अगर मैं वर्गमूल pi a प्लस डेल्टा को बाहर निकालता हूं तो अभिव्यक्ति सिगमा माइनस 2 सिग्मा yspi और काश व्युत्क्रम aa प्लस डेल्टा से गुणा किया जाता है जो कि 0 के बराबर है तो हर चरण में दरार लंबाई अभिव्यक्ति डेल्टा के साथ सही कर रहे हैं इसलिए अंत में जब हम प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई और दरार की लंबाई के लिए आवश्यक सुधार को देखते हैं तो हमें इसे डगडेल के माडल के साथ साथ इरविनIrwin's के माडल को ध्यान से देखना होगा दोनों के बीच एक सूक्ष्म अंतर है और मैं इसे दाहिने हाथ की ओर ले जा सकता हूं मैं यह हटा सकता हूं इसलिए अनिवार्य रूप से मुझे सिग्मा माइनस 2 सिग्मा yspi और काश व्युत्क्रम aa प्लस डेल्टा से गुणा किया जाता है जो कि 0 के बराबर है इससे मुझे डेल्टा के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करने में मदद मिलेगी देखते हैं कि हमें क्या मिलता है तो मैं aa प्लस डेल्टा प्राप्त करता हूं सरलीकरण पर आप इसे दाहिने हाथ की तरफ ले जा सकते हैं और आपको इसे pi सिग्मा 2 सिग्मा ys के रूप में मिलेगा तो आप इसे प्राप्त करते हैंaaप्लस डेल्टा को हम कॉस pi सिग्मा2 सिग्मा ys के रूप में लिख सकते हैं हमें इसे और हल करना होगा देखें जब भी हमारे पास इस तरह की अभिव्यक्ति होती है तो इंजीनियरों के रूप में हमें कुछ अनुमानों को लाना पड़ता है केवल कुछ अनुमान लगाकर आप एक सरल अभिव्यक्ति प्राप्त करने में सक्षम होंगे और हम क्या करेंगे जब आपके पास ज्यादातर फ्रैक्चर समस्याओं में सिग्मा और सिग्मा ys यहां दिखाई देते हैं तो सिग्मा का मूल्य पदार्थ की यील्ड ताकत के मूल्य से काफी नीचे होगा देखिए यही चिंता थी यील्ड ताकत के मूल्य से बहुत नीचे प्रतिबल के कारण विफल हो रही थीं इसलिए मैं इस तरह के सरलीकरण का आह्वान कर सकता हूं कि सिग्मा सिग्मा ys से काफी नीचे है और यह भी एक और अवलोकन करें कि प्लास्टिक क्षेत्र का विस्तार दरार की लंबाई की तुलना में बहुत छोटा है आप जानते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं जब आप इस तरह के अनुमान लगाते हैं तभी हम सरल और आगे बढ़ पाएंगे तो जो आपके पास 1 माइनस डेल्टाa बराबर 1 माइनस pi वर्ग सिग्मा वर्ग 8 सिग्मा वर्ग ys है तो इस से मैं गणना करने में सक्षम हो जाएगा डेल्टा के लिए अभिव्यक्ति क्या है और डेल्टा pi सिग्मा वर्ग pi a 8 सिग्मा वर्ग ys निकलता है चूंकि हम एक अनंत प्लेट में एक केंद्र दरार को संभाल रहे हैं इसलिए मैं इसे इकट्ठा कर सकता हूं और इसे pi8 KI सिग्मा ys पूरे वर्ग लिख सकता हूं वास्तव में प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई से निपटने वाली सभी समस्याओं में आपके पास KI सिग्मा ys अभिव्यक्ति होगी यह एक कारक से गुणा किया जाएगा यहाँ pi8 कारक है हमारे पास इन मात्राओं का सारांश भी होगा और देखें कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है इरविनIrwin's और डगडेल के सरलीकृत माडल से हम किस तरह की तुलना कर सकते हैं देखें आपको ध्यान देना होगा जब डगडेल ने अपना माडल विकसित किया था तो उसे प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई की सीमा मिली है वास्तव में अपने मूल कागज़ में उन्होंने कुछ विशेष प्रयोगों से तुलना की थी प्लास्टिक क्षेत्र की इस सीमा का मूल्य क्या है और साथ ही साथ उनके सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई है यह काफी अच्छी तरह से मेल खाता था लेकिन जो उन्होंने नहीं किया था वह उनकी टिप्पणियों के लिए सचित्र समर्थन प्रदान नहीं किया था आपको यह भी ध्यान देना होगा इसलिए डगडेल ने चादर पर प्रयोगों के साथ प्लास्टिक क्षेत्र के आकार की अपनी भविष्यवाणी को सत्यापित किया इसलिए वह पतले नमूना पर काम कर रहा था जिसमें आंतरिक और किनारे दोनों दरारें थीं और तुलना काफी अच्छी थी क्योंकि यह केवल एक माडल है देखिए आप एक कठिन समस्या से जूझ रहे हैं और आपको इसे आदर्श बनाना है ताकि आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ उपयोगी परिणाम मिलें तो उनका विचार था एक प्लास्टिक क्षेत्र होगा यह एक पट्टी के रूप में होगा और वह प्रयोगों के आधार पर अपनी भविष्यवाणी को सत्यापित करने में भी सक्षम था जैसा कि डगडेल ने अपने उत्कृष्ट कागज़ में एक सचित्र सबूत नहीं दिया था लोगों को संदेह था कि क्या इस तरह से यील्ड हो सकती है और इसलिए काम तुरंत स्वीकार नहीं किया गया था देखें आपको ध्यान में रखना होगा आप जानते हैं हमने लगभग इसका पता लगाने के लिए एक सर्कस किया था दरार नोक के पास प्लास्टिक क्षेत्र का एक आकार क्या है मैंने कहा केवल मोड III स्थिति के मामले में आपके पास यह प्लास्टिक क्षेत्र एक वृत्त की तरह है अन्य सभी मामलों में इसका कुछ आकार है और कोई आता है और कहता है पतली प्लेट के मामले में आपके पास यह पट्टी के रूप में है आप जानते हैं लोग सिर्फ उनके योगदान को पचा नहीं सकते इसलिए लोगों को शक हो रहा था कि क्या उसके दृष्टिकोण में कुछ गलत है वास्तव में यदि आप उन परिणामों को देखते हैं जो उन्होंने कागज में उद्धृत किए थे तो प्रायोगिक और सैद्धांतिक भविष्यवाणी तुलना काफी अच्छी थी उन्होंने चित्रात्मक वर्णन प्रदान नहीं किया था यह 1965 में हैन और रोसेनफील्ड द्वारा किया गया था जिन्होंने इस सचित्र प्रमाण को प्रदान किया था तब लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया हां डगडेल का माडल प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई का मूल्यांकन करने के लिए एक मान्य दृष्टिकोण है आप जानते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है जैसे छात्रों को आप पर संदेह होता है उन दिनों वैज्ञानिकों को भी संदेह हुआ इसलिए इसे प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जाना था इसलिए जो भी सिद्धांत है जिसे आप विकसित करते हैं भविष्यवाणियों को प्रयोगात्मक अवलोकन द्वारा प्रमाणित किया जाना है तभी सैद्धांतिक दृष्टिकोण को इसके अंकित मूल्य पर लिया जा सकता है यह बहुत ज़रूरी है हैन और रोसेनफील्ड का प्रायोगिक कार्य तोहैनऔर रोसेनफील्ड का प्रयोगात्मक काम क्या है उन्होंने डगडेल के माडल द्वारा स्वयं किए गए प्लास्टिक क्षेत्र के अस्तित्व का प्रदर्शन किया और उन्होंने क्या किया उन्होंने नमूने के लिए 3 प्रतिशत सिलिकॉन इस्पात का उपयोग किया और परीक्षण के टुकड़ों की सतह इलेक्ट्रो पॉलिश और उकेरा थी और यह उकेरना एक बहुत ही विशेष प्रक्रिया है इससे प्लास्टिक क्षेत्र के आकार को प्रकट करने में मदद मिली है और अनिवार्य रूप से वे धातुकर्मवादी थे वे इस तरह के मुद्दों को पहले से संभाल रहे थे इसलिए उन्होंने एक दरार की समस्या के लिए इसका इस्तेमाल किया था उकेरने की विधि ने व्यक्तिगत अव्यवस्था के अधिमान्य धर्षण को सुनिश्चित किया तो जो कुछ भी प्लास्टिक क्षेत्र है यह अव्यवस्था के ढेर के कारण है और उकेरने की प्रक्रिया ने सुनिश्चित किया कि एक तरजीही धर्षण हो और यह किसी ने किसी रूप में प्लास्टिक क्षेत्र को प्रकट करता है उकेरने के परिणाम स्वरूप सतह का क्रमिक कालापन आ गया है क्योंकि स्ट्रेन 1 से 2 प्रतिशत तक बढ़ गया है देखें आपको नीचे ध्यान देना होगा स्ट्रेन के संदर्भ में 1 से 2 प्रतिशत बहुत अधिक है क्योंकि यदि आप वास्तव में पदार्थ परीक्षण को देखते हैं तो प्रतिसंतुलन स्ट्रेन जो आप लेते हैं जब यील्ड की ताकत तेजी से परिभाषित नहीं होती है तो आप इसे 02 प्रतिशत प्रतिसंतुलन के रूप में लेते हैं तो यील्ड के लिए 02 प्रतिशत ही पर्याप्त है इसलिए जब आपके पास 1 से 2 प्रतिशत है पदार्थ निश्चित रूप से नमनीयता से विकृत हो गई है 2 प्रतिशत स्ट्रेन से परे उकेरने प्रतिक्रिया कम हो गई है और 5 प्रतिशत से अधिक स्ट्रेन कुछ भी नहीं हुआ है ये कुछ मामूली विवरण हैं कि प्रयोग कैसे किया गया था हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है नक़्क़ाशी की प्रक्रिया से अधिमान्य हमले के कारण आप प्लास्टिक क्षेत्र के आकार को प्राप्त करने की स्थिति में हैं यही आपको देखना है आप प्रयोग में अपनाई गई एक विशेष प्रक्रिया द्वारा प्लास्टिक क्षेत्र का आकार प्राप्त करने की स्थिति में हैं उकेरने की तकनीक ने इस प्रकार प्लास्टिक क्षेत्र की सीमा और कुछ हद तक क्षेत्र के भीतर स्ट्रेन के वितरण का पता लगाया क्योंकि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि 1 से 2 प्रतिशत यह अच्छी तरह से करने में सक्षम है 5 प्रतिशत से परे कुछ भी नहीं हुआ है तो आप भी कुछ अधूरे मूल्यों को प्राप्त करते हैं जो स्ट्रेन की सतह पर है आकार बहुत दिलचस्प है स्ट्रेन का स्तर एक अतिरिक्त जानकारी है यद्यपि यह अधूरा है यह कुछ ऐसे अतिरिक्त तथ्य प्रदान करता है और उन्होंने जो कुछ भी किया था वह प्लास्टिक क्षेत्र को विभिन्न गहराई में प्रकट करने के लिए नमूना को विभिन्न गहराई पर फिर से ग्राइंड पॉलिश और उकेरा गया है इसलिए आपके पास एक साधन है चाहे प्लास्टिक क्षेत्र नमूना की चादर की मोटाई पर स्थिर रहे वह सब जो आपको जांचना है क्योंकि हम यह देखने जा रहे हैं कि प्लास्टिक का क्षेत्र मोटाई में कैसे बदलता है और हम यह भी देखेंगे कि दरार के फैलते ही प्लास्टिक क्षेत्र कैसे बदल जाता है हम दोनों को इसे देखना होगा इसलिए जो भी हैन और रोसेनफील्ड की प्रायोगिक विधि जो भी सुनिश्चित की गई है न केवल आप नमूना की सतह पर प्लास्टिक के क्षेत्र को देखते हैं बल्कि विभिन्न गहराई पर भी आपके पास उस तरह का फायदा है और आपके पास सतह का और एक नमूने के मध्य भाग का प्लास्टिक क्षेत्र के आकार का एक नमूना है और जो इस प्रकार दिया गया है सतह पर प्लास्टिक क्षेत्र इस तरह है एक मध्य खंड में प्लास्टिक क्षेत्र इस तरह है देखें यह एक बहुत ही उच्चीकृत चित्र है आप सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए इसे एक पंक्ति के रूप में मान सकते हैं तो यह एक सतह पर होता है मैं चाहूंगा कि आप इसका एक रेखाचित्र बनाएं तुम्हें पता है तुम्हें करने की जरूरत है ये सभी बहुत मूल्यवान जानकारी हैं और इस तरह के प्लास्टिक क्षेत्र को देखने के बाद ही लोगों को डगडेल के माडल पर विश्वास हुआ तो उस दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है और इस का एक साफ रेखाचित्र बनाओ यह सतह पर होता है और हम भी कुछ स्लाइड बाद इस पर पर्याप्त समय बिताएंगे तो एक साफ रेखाचित्र बनाओ तो यह हैन और रोसेनफेल्ड से है स्थानीय यील्ड और समतल प्रतिबल के तहत एक दरार के विस्तार से एक्टा मेटालर्जिका पेपर में प्रकाशित किया गया और आपको जो ध्यान करना है वह मध्य खंड का प्लास्टिक क्षेत्र डगडेल के माडल द्वारा अनुमानित प्लास्टिक क्षेत्र के आकार जैसा दिखता है तो इसने डगडेल के माडल को एक वैध दृष्टिकोण के रूप में स्वीकार करने में एक सुविधा प्रदान की और वास्तव में प्लास्टिक क्षेत्र का पता लगाने का क्या फायदा है देखें हमने पहले देखा है जब हमने SSY सन्निकटन को देखा आपको डगडेल के माडल में प्लास्टिक क्षेत्र की सीमा के रूप में प्रभावी दरार की लंबाई लेनी होगी इरविनIrwin's के माडल के मामले में यह प्लास्टिक क्षेत्र का एक आधा हिस्सा था यही हमने देखा था और हमें यह भी पता लगाना होगा कि परिणामी प्रतिबल तीव्रता कारक क्या है वह उपयोगी जानकारी होगी क्योंकि हम उच्च पावर वाले मिश्र धातुओं को क्रम में रखना चाहते हैं जो मिश्र धातुओं के लिए एक भंगुर बनावट में व्यवहार करते हैं जिसमें प्लास्टिक क्षेत्र के कुछ छोटे निशान भी होते हैं आप उस पर फ्रैक्चर यांत्रिकी लागू कर सकते हैं तो आपके पास दरार की लंबाई को संशोधित करने का एक सरल माध्यम है प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई और प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई में सुधार एक सारांश और इससे पहले कि हम प्रतिबल की तीव्रता कारक की गणना के लिए आगे बढ़ें हम प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई पर एक नज़र डालेंगे जो हमने विभिन्न तरीकों से गणना की है हम यह भी देखेंगे कि समतल प्रतिबल के लिए परिणाम क्या हैं और समतल स्ट्रेन के लिए परिणाम कैसे बदलते हैं आपके पास सरलीकृत माडल था जहां आप भार के पुनर्वितरण पर विचार नहीं करते थे प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई 12 pi KI द्वारा सिग्मा ys पूरे वर्ग और समतल स्ट्रेन के मामले में यह बहुत छोटा है आपके पास यह 118 pi KI सिग्मा ys पूरे वर्ग में है फिर आपके पास इरविनIrwin's का माडल है समतल प्रतिबल के लिए यहाँ 1 pi KIसिग्मा ys पूरे वर्ग है और जब आप समतल स्ट्रेन पर जाते हैं तो यह KIसिग्मा ys पूरे वर्ग में 13 pi गुणा होता है देखें यह एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है बाद में हम अध्ययन करने जा रहे हैं फ्रैक्चर टफनेसपरीक्षण के लिए नमूना मोटाई का चयन क्या होना चाहिए वहाँ आप इस तरह के अभिव्यक्ति का उपयोग देखेंगे फिर आखिरकार हमने डगडेल का माडल देखा था और आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह केवल एक समतल प्रतिबल की स्थिति के लिए लागू है उसने केवल पतले नमूने लिए थे अनिवार्य रूप से पतली प्लेटें उन्होंने समतल स्ट्रेन की स्थिति के लिए प्लास्टिक क्षेत्र के आकार की गणना नहीं की थी और डगडेल के माडल में समतल प्रतिबल प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई pi8 से गुणा करके KI द्वारा सिग्मा ys पूरे वर्ग द्वारा है और हमने विख्यात किया था कि इरविनIrwin's का माडल एक इलास्टो प्लास्टिक विश्लेषण है और यह हमने कहा है यह एक लचीला विश्लेषण के रूप में उन्होंने भार के पुनर्वितरण पर विचार किया था जबकि डगडेल ने माना था प्लास्टिक क्षेत्र की एक पट्टी उसके कारण आपकी कोई विलक्षणता नहीं है उस आधार पर वह प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई की गणना करने में सक्षम था और हम यह भी देखेंगे कि दरार की लंबाई के लिए हमें क्या सुधार करना है सरलीकृत माडल के मामले में आप उस लंबाई को समतल प्रतिबल के लिए rp के रूप में लेते हैं समतल स्ट्रेन के लिए आप जानते हैं हमने जो गणना की है 13 के बराबर न्यू के लिए आप इसे rp के रूप में लेते हैं हालाँकि जब आप इरविनIrwin's के माडल पर जाते हैं तो आप उस लंबाई को rp2 के रूप में लेते हैं क्योंकि केवल इस आधार पर आप जानते हैं इरविन प्लास्टिक क्षेत्र की लंबाई का भी अनुमान लगा चुका है यह समीकरण के विकास में ही अंतर्निहित है अंत में जब आप डगडेल के माडल पर आते हैं तो आप प्लास्टिक क्षेत्र की कुल लंबाई को दरार की लंबाई के लिए सुधार के रूप में लेते हैं आप जानते हैं ये सभी सूक्ष्म अंतर हैं जब लोग जटिल समस्याओं को संभालते हैं वे अलग अलग तरीकों से करते हैं इसलिए जब आप वास्तविक अनुप्रयोग पर जाते हैं यदि आप पाते हैं कि यह आपके प्रयोगात्मक अवलोकन को संतुष्ट करता है तो आप इसे जारी रखते हैं अब सही दरार की लंबाई के साथ हमें प्रतिबल तीव्रता कारक के मूल्य में भी सुधार करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण विचार प्रतिबल तीव्रता कारक को प्राप्त करना है जब आपके पास छोटी मात्रा में प्लास्टिक क्षेत्र होता है एक मध्यवर्ती कदम है दरार को वास्तविक दरार की लंबाई से थोड़ा अधिक लंबा मानें यहाँ भौतिकी है प्लास्टिसिटी संशोधित एस आई एफ हम क्या करेंगे हम प्लास्टिक क्षेत्र के आकार को देखते हुए एक अनंत प्लेट के लिए प्रतिबल तीव्रता कारक की गणना करेंगे KI बराबर सिग्मा गुना pi गुना a प्लस डेल्टा संपूर्ण पावर आधा है ध्यान दें आपको यह ध्यान रखना होगा कि डेल्टाK पर निर्भर है लेकिन समस्या सरल होने के कारण मुझे इसका पुनरावृत्ति नहीं करना है मैं KI के लिए एक अभिव्यक्ति पा सकता हूं इस विशिष्ट उदाहरण के लिए एक बंद प्रपत्र अभिव्यक्ति संभव है इसलिए मैं इरविनIrwin's के माडल से डेल्टा के लिए अभिव्यक्ति का विकल्प दूंगा मेरे पास यह सिग्मा pi पावर आधे गुणा a प्लस KI वर्ग 2 pi सिग्मा वर्ग ys पूरी पावर आधा किया जाता है और इसे सरल बनाया जा सकता है क्योंकि सिग्मा मूल pi a प्लस सिग्मा मूल pi KIpi सिग्मा ys की मूल से 2 गुणा मूल किया गया था ये सभी मध्यवर्ती चरण हैं और हम अंततः KI के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करेंगे जैसे कि इस तरह सेKI बराबर सिग्मा मूल pi a 1 माइनस 12 सिग्मासिग्मा ys पूरी वर्ग पूरी पावर आधा हैं देखें आप ध्यान दें अनुपात सिग्मासिग्मा ys इन सभी गणनाओं में दिखाई देता है तो हम यह भी टिप्पणी कर सकते हैं जब प्रतिबल का स्तर सिग्मा ys से काफी नीचे है सुधार लगभग नगण्य है हम यह भी अनुमान लगा सकते हैं जब सिग्मा ys के करीब है तो KI के मान किस हद तक बदल सकते हैं हम वह भी देखेंगे एक केंद्र दरार के साथ एक अनंत प्लेट के मामले में यदि आप प्लास्टिक क्षेत्र पर विचार करते हैं तो KI सिग्मा मूल pi a के अलावा एक अभिव्यक्ति बन जाता है आपके पास एक भाजक है जो 1 से कम होगा इसलिए यह मूल्य अंततः अधिक होगा और आप एक परिमित प्लेट के लिए इस तरह के सुधार का विस्तार भी कर सकते हैं जिस क्षण आप एक परिमित प्लेट में जाते हैं आप पुनरावृत्ति से बच नहीं सकते सामान्य तौर पर इसे पुनरावृत्त रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए कहीं और नहीं जाना है इसलिए मैं इस अभिव्यक्ति को लिखूंगा KI बराबर सिग्मा गुणाpi a प्लस डेल्टा पूरी पावर आधी और a प्लस डेल्टाw का कार्य हैं इसलिए जब आप पुनरावृत्ति प्रक्रिया करते हैं और सॉफ़्टवेयरलिखना संभव हो जाता है तो यह कार्य भी बदल जाएगा यह काम करो इसलिए मुझे KI बराबर सिग्मा pi पावर आधा गुणाa प्लस KI वर्ग2 pi सिग्मा वर्ग ys मिलेगा आप अनिवार्य रूप से इरविन के परिणाम के संदर्भ में डेल्टा की जगह ले रहे हैं मेरे पास एक फंक्शन के रूप में फिर से लिखा गया है KI वर्ग2 pi सिग्मा वर्ग ysw है और पुनरावृत्त मूल्यांकन के लिए क्या कदम हैं पुनरावृत्ति के पहले दौर में दाहिने हाथ की तरफ KI को वास्तविक दरार की लंबाई के आधार पर लिया जाता है KI का मूल्यांकन किया गया मूल्य फिर दूसरे दौर में दाहिने हाथ की तरफ खिलाया जाता है यह बहुत सरल है यह जटिल नहीं है यह सीधे आगे है पुनरावृत्ति प्रक्रिया दोहराई जाती है जब तक कि KI दो क्रमिक मान एक निर्धारित प्रतिशत अंतर के भीतर नहीं होते हैं फिर आप रुक जाते हैं देखें इस स्तर पर क्या महत्वपूर्ण है दरार की लंबाई के सुधार का क्या प्रभाव है मैंने पहले ही उल्लेख किया है जब लागू प्रतिबल पदार्थ की यील्ड ताकत से काफी नीचे है प्लास्टिसिटी सुधार नगण्य है क्योंकि हमने सभी अभिव्यक्ति में देखा है सिग्मासिग्मा ys का अनुपात दिखाई दे रहा था अब हमें यह जानना होगा कि K किस तरह बदल सकता है यदि लागू प्रतिबल का मूल्य सिग्मा ys के करीब है K समतल के प्रतिबल में 40 प्रतिशत और समतल स्ट्रेन में 10 प्रतिशत की वृद्धि करेगा ताकि K की सापेक्ष वृद्धि महत्वपूर्ण हो समतल प्रतिबल में क्या होता है और समतल स्ट्रेन में क्या होता है और यह एक अलग अंदाज़ में डगडेल के माडल के लिए अभिव्यक्ति को देखने के लिए भी सार्थक है जब आप फिर से लिखते हैं तो आप इसे pi 8 के रूप में 0393 लिख सकते हैं इरविनIrwin's के माडल के मामले में 1pi KIसिग्मा ys पूरे वर्ग है यह 1pi वास्तव में 0318 है इसलिए यदि आप तुलना करते हैं तो वे वास्तव में बहुत अलग नहीं हैं इरविन ने एक कार्यप्रणाली से समस्या का सामना किया है डगडेल ने दूसरी पद्धति में प्रवेश किया है लगता है दोनों को सीमा के भीतर प्लास्टिक क्षेत्र का विस्तार मिला है लेकिन जिस तरह से इसे दरार की लंबाई में संशोधन करने में उपयोग किया जाता है वह इरविन के माडल और डगडेल के माडल में थोड़ा अलग है और आपको ध्यान रखना होगा आप जानते हैं समस्या बहुत जटिल है लोग आगे बढ़ना चाहते थे इसलिए वे मान्यताओं को सरल बनाना चाहते थे और आगे बढ़ना चाहते थे उस दृष्टिकोण से इरविन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है नमूना की मोटाई पर प्लास्टिक क्षेत्र का परिवर्तन अब यह सब देखते हुए हम जिस चीज़ को देखेंगे वह है कि नमूने की मोटाई के ऊपर प्लास्टिक क्षेत्र के आकार की भिन्नता क्या है देखिए आपको गणितीय विकास को देखना होगा हमने यथासंभव सरल तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की इसलिए आपने अनुमानित आकार का मूल्यांकन किया लेकिन अनुमानित आकार वह नहीं है जो एक प्रयोग में दिखाई देने वाला है यह विभिन्न मोटाई के नमूनों के लिए था दूसरी ओर डगडेल ने कहा और पतली प्लेटों के लिए यह एक पट्टी की तरह है वह दूसरा छोर है लेकिन दी गई मोटाई के एक नमूने के लिए आपको यह जानना होगा कि वास्तव में प्लास्टिक क्षेत्र कैसा है इसलिए मैं जो भी चर्चा करने जा रहा हूं वह इस बात पर आधारित है कि परिमित तत्व समाधान या प्रयोग से क्या देखा जाता है जो भी चर्चा हमने पहले की थी वह लगभग विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण था और आपको ध्यान रखना होगा प्लास्टिक क्षेत्र का आकार नमूना की मोटाई से अधिक नहीं है एक भिन्नता मौजूद है आपके पास डगडेल के दृष्टिकोण के सत्यापन में भी इसके प्रमाण थे आपने देखा था कि सतह पर प्लास्टिक क्षेत्र कैसा था पतली प्लेट के लिए बीच में भी कैसा था अब यदि आप एक मोटा नमूना ले रहे हैं तो आप जा रहे हैं और हमने एक चर्चा भी की फ्रैक्चर यांत्रिकी के मामले में हम किस तरह से समतल प्रतिबल और समतल स्ट्रेन कहते हैं यदि मेरे पास एक मोटा नमूना है मैं सतह पर विचार करने के लिए बर्ताव करूंगा जो कि समतल प्रतिबल और आंतरिक को जाते हैं तो यह एक समतल स्ट्रेन की तरह बर्ताव करता है इसलिए इस तरह के एक विचार का उपयोग मैं प्लास्टिक क्षेत्र के आकार को देखने में भी करूंगा तो आपको जो देखना होगा वह है प्लास्टिक क्षेत्र की आकृति नमूना की गहराई पर अलग है तो संक्षेप में यही है नमूना की सतह सिकुड़न के लिए तैयार है और सतह पर समतल के प्रतिबल के मामले के लिए प्लास्टिक क्षेत्र के आकार का अनुमान लगाया जा सकता है और मैंने पहले ही समतल प्रतिबल का उल्लेख किया है और समतल स्ट्रेन फ्रैक्चर यांत्रिकी के मामले में शिथिल रूप से परिभाषित किया गया है तो सतह पर आकृति वही है जो समतल प्रतिबल मामले के लिए देखी जाती है नमूना के आंतरिक में समतल स्ट्रेन मामले के लिए आकार का अनुमान लगाया जा सकता है और जो मैं यहां करना चाहता हूं वह है इस का एक उचित स्केच बनाएं इसलिए परिणाम का पहला जत्था जो यहां प्रस्तुत किया गया है अगर भार का कोई पुनर्वितरण नहीं माना जाता है तो प्लास्टिक क्षेत्र की भिन्नता निम्नानुसार है तो आपको ध्यान देना होगा कि दरार इस तरह है आपके पास B के रूप में नमूने की मोटाई है सतह पर आकार कुछ इस तरह है सतह पर आंतरिक आकार तितली की तरह है मेरे पास यह फिसलन होती है मेरे पास प्लास्टिक क्षेत्र की यह लंबाई दरार अक्ष के साथ इस तरह दी गई है और जो कुछ भी आप यहां देख रहे हैं वह आपकी मोड I मैं आइसोक्रोमैटिक्स के समान है देखिए लोगों ने परिमित तत्व गणना भी की है जिसमें दूसरा शब्द है T प्रतिबल है उन्होंने प्लाट की है वे इस से बहुत मिलते जुलते हैं तो यह आपको नमूने की गहराई पर एक समझ देता है नमूने की मोटाई पर प्लास्टिक क्षेत्र बदलता रहता है और उस सन्निकटन को देखता है कि सतह एक समतल प्रतिबल की स्थिति की तरह व्यवहार करती है और आंतरिक यह समतल स्ट्रेन की स्थिति की तरह कार्य करता है और यह आपके मोड I आइसोक्रोमैटिक्स के समान है मान लीजिए मैं पुनर्वितरण पर विचार करता हूं तो ये क्षेत्र किस तरह बदलते हैं तुम बस उसका निरीक्षण करो फिर उसकी नकल करो क्या होता है जगह पर यह बढ़ जाता है और सतह सिकुड़ जाती है इसलिए मैं जो करूंगा मैं पूरी बात को फिर से लिखूंगा यदि भार का कोई पुनर्वितरण नहीं माना जाता है तो आपके पास यह है और स्लिप सतह पर ऐसा ही होता है और आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि ये तितली के आकार के प्लास्टिक क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि यह ऐसा दिखता है प्रयोगों द्वारा पुष्टि की गई है वे मोड I आइसोक्रोमैटिक्स के समान हैं और अगर आप पुनर्वितरण पर विचार करते हैं तो बस एनीमेशन का निरीक्षण करें यह सिकुड़ जाएगा और यह बढ़ेगा इसलिए इसे अपने नोट्स पर खींचना काफी मुश्किल हो सकता है भिन्नता के कारण आपके लिए दिखाना आसान नहीं हो सकता है लेकिन फिर भी आपने देखा है जब आप पुनर्वितरण करते हैं तो यह कैसे बदलता है इसलिए हमने नमूने की मोटाई पर देखा है कि प्लास्टिक क्षेत्र कैसे बदलता है अब हमें यह देखना होगा कि जब दरार फैलती है तो प्लास्टिक क्षेत्र कैसे बदल जाता है वह भी लोगों ने अध्ययन किया है आप जानते हैं हैन और रोसेनफील्ड के मामले में हमने इस आकार में प्लास्टिक क्षेत्र को देखा है इसे लोगों ने स्पष्टीकरण दिया है इसलिए हमें यह देखना होगा कि दरार की नोकके पास प्लास्टिक क्षेत्र को कैसे निर्धारित किया जाता है और इसे दूर से कैसे तय किया जाता है तो मैं क्या सराहना करूंगा आप आज इन एनिमेशन का अवलोकन करें और अगली कक्षा में आप एक स्केच बना सकते हैं कम प्रतिबल के स्तर पर एक हिन्ज प्रकार प्लास्टिक क्षेत्र का निरीक्षण करता है जो यहाँ दिखता है उच्च प्रतिबल के स्तर पर दरार क्षेत्र के समानांतर दिशा में दरार के सामने प्लास्टिक क्षेत्र का अनुमान लगाया जाता है वही होता है और जो आपको अब याद रखना होगा वह समतल है जहां अधिकतम कतरनी प्रतिबल होता है समतल स्ट्रेन साथ ही साथ समतल प्रतिबल में अलग है देखें यह बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रभावित करता है समतल स्ट्रेन में समतल स्लिप अब मैं एक स्थिति लूंगा जो दरार की नोक के बहुत करीब है और यह अधिकतम कतरनी का समतल है यह अलग है और इस वजह से क्या होता है आपके पास इस तरह से एक स्लिप होती है जैसे कि आपके पास एक स्लिपहोती है आपके पास इस तरह के समतल हैं यह इस तरह से होता है तो आपके पास यहां दिखाए गए चरण हैं और इन समतल के बीच स्लिप होती है और एक फटने की कार्रवाई हो सकती है और दरार फैल जाएगी इसलिए मैं जो करूंगा वह केवल एनीमेशन अनुक्रम को दोहराऊंगा आप बस निरीक्षण करें समतल अलग है यह x y समतल में ही है और आपके पास इस तरह होने वाली स्लिप होगी यहाँ मैग्नीफाइड है आपके यहां स्लिप होती है और इस वजह से आपके पास दरार का प्रसार होगा फटने से दरार फैल जाती है समतल प्रतिबल में समतल स्लिप अब देखते हैं कि दूरी पर क्या होता है मैं इस तरह से एक समतल को देख रहा हूं जहां मुझे महत्वपूर्ण समतल प्रतिबल है अधिकतम कतरनी के समतल वास्तव में समतल से बाहर हैं इसलिए यह मत सोचो कि जब मैं समतल प्रतिबल कहता हूं तो समतल में सब कुछ रहता है ऐसा नही है यही कारण है कि हमने प्रतिबल टेंसर के साथ साथ स्ट्रेन टेंसर को भी देखा है और आप यहाँ एनीमेशन देख सकते हैं और जब आप नमूने की तरफ देखते हैं आपके पास 45 डिग्री पर स्लिप होती है क्योंकि यहां समतल है जहां आपको अधिकतम कतरनी प्रतिबल होता है और यहां आप प्लास्टिक क्षेत्र होने का अनुमान लगाते हैं नमूने की लंबाई के साथ समतल स्ट्रेन से समतल प्रतिबल का परिवर्तन और वास्तव में यदि आप आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि नमूने कैसा दिखता है आपने इसे पहले दरार की सतह और फ्रैक्चर की सतह को निरूपित करने के संदर्भ से देखा था तो शुरू में एक दरार फटने की प्रक्रिया से प्रसारित होती है अंत में आपके पास एक कतरनी लिप है अब सवाल यह है कि क्या हमारे पास इसके लिए कोई प्रायोगिक साक्ष्य है मुझे दिखाना होगा नमूने के अंत में आपके पास 45 डिग्री पर होने वाली स्लिप होनी चाहिए इसलिए यदि आपके पास एक उद्देश्य के रूप में है तो आप प्रयोगात्मक परिणाम देखते हैं आप पाते हैं सतह पर यह इस तरह है दरार नोक के करीब सिरों पर आप वास्तव में स्लिप समतल को 45 डिग्री पर देखते हैं यह फिर से रोसेनफील्ड दाई और हैन द्वारा रिपोर्ट किया गया था यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है तुम्हें पता है यह आपको एक समझ देता है कि लोग यह पता लगाने में सक्षम हो गए हैं कि दरार नोक पर क्या होता है इसलिए इस श्रेणी में हमने अनिवार्य रूप से डगडेल के माडल को देखा है दरार की लंबाई का विस्तार जो आपको करना है उसका अनुसरण किया जाता है फिर हमने संशोधित दरार लंबाई के साथ प्रतिबल तीव्रता कारक का मूल्यांकन किया फिर हमने देखा है कि प्लास्टिक क्षेत्र नमूने की मोटाई पर कैसे बदलता है और जैसे ही दरार फैलती हैशुरू में इसे समतल स्ट्रेन द्वारा समतल प्रतिबल के बाद तय किया जाता है समतल के अधिकतम कतरनी प्रतिबल में समतल प्रतिबल और समतल स्ट्रेन अलग होते हैं यही कारण है कि प्लास्टिक क्षेत्र इस तरह दिखाई देता है धन्यवाद